रेखा एक दृश्य तत्व है जो मुख्य रूप से किसी भी प्रकार की दृश्य अभिव्यक्ति में आकार को चित्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन रेखा की अपनी एक इकाई और पहचान भी होती है और रेखा एकसे मुक्त भी हो सकती है आकार क्योंकि जब हम हम सभी की तरह लाइन देखते हैं तो वे निश्चित पहचान के रूप में आते हैं तो एक समोच्च रेखा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति में पाई जाती है प्रकृति में ऐसी रेखाएं हैं जो वास्तव में रेखा नहीं हैं लेकिन बस इसके लिए एक रैखिक अनुभव है उदाहरण के लिए हमारे पास टहनियाँ रस्सी जैसी आकृतियाँ हैं और हम कह सकते हैं कि इसमें एक रेखीय भावना है लेकिन लाइन एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए एक सहायक उपकरण की तरह है यह हमें एक भवन संरचना देता है और जब भी हम अपने विचारों को कागज या किसी अन्य सतह पर व्यक्त करने की कोशिश करते हैं हम इस लाइन की मदद लेते हैं तो लाइन मूल रूप से मानव निर्मित है और हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके क्या हैं जिन्हें हम लाइन का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं और हम लाइन की व्याख्या कैसे करते हैं हम एक दृश्य अभिव्यक्ति में लाइन का उपयोग कैसे करते हैं तो रेखा कई बिंदुओं का एकीकरण है तो हमारे पास कई बिंदु हैं जो हम जुड़ते रहते हैं और जो हमें एक पंक्ति का एहसास दिलाते हैं यह भी हो सकता है कि कला में हम इसे एक चलते हुए बिंदु के रूप में मानते हैं तो हम एक बिंदु से शुरू करते हैं यह एक बिंदु है और फिर हम यात्रा करते रहते हैं तो यह कई डॉट्स का एक संयोजन है जो एक तरफ रखा गया है तो यह है कि हम लाइन को कैसे देखते हैं यह भी होता है कि जब हम किसी आकृति के बारे में बात करते हैं तो हम एक विशेष क्रम में लाइन का उपयोग करते हैं कि हम एक बिंदु से शुरू करते हैं हम यात्रा करते हैं और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम उसी बिंदु पर वापस आएं और यह एक आकृति का निर्माण करता है हम या तो बिंदु पर वापस आते हैं या हम किसी भी तरह से बिंदु के करीब आने का फैसला करते हैं इसलिए हम बिंदु के करीब आते हैं और हम मानसिक रूप से अंतर से जुड़ जाते हैं तो ये दो तरीके हैं जहां हम एक बिंदु से शुरू करते हैं और हम बिंदु पर वापस आते हैं और फिर रेखा को एक समोच्च रेखा या एक सीमा को एक आकार को चित्रित करने के लिए एक सीमा प्राप्त होती है यह एक पहचान है कि रेखा के पास है लेकिन रेखा उससे मुक्त है तो हम भी लाइन को मुक्त कर सकते हैं एक मुफ्त लाइन अनावश्यक रूप से एक आकार का उत्पादन नहीं कर सकती है तो एक मुफ्त लाइन का एक अलग चरित्र है आइए देखें कि यह कैसे काम करता है तो एक फ्री लाइन एक लाइन है जो एक बिंदु से शुरू नहीं होती है या एक बिंदु से शुरू होने पर भी यह जरूरी नहीं है कि एक ही बिंदु पर वापस आए तो यह इस क्रम में जा सकता है यह इस क्रम में भी जा सकता है तो यह कई बिंदुओं का एक संयोजन है जिसका मूवमेंट का अपना तरीका है यह एक पहचान है जो किसी आकृति की पहचान से मुक्त है तो लाइन लाइन हो सकती है या लाइन एक आकृति हो सकती है आइए हम लाइन के विभिन्न प्रकृति के बारे में बात करते हैं इसलिए जब हम एक पेंसिल के उपयोग के साथ लाइन का उत्पादन करते हैं तो हम लाइन में ग्रेडिएंट भी बना सकते हैं जब हम इसे बहुत मुश्किल से दबाते हैं तो हम एक लाइटर लाइन प्राप्त करते हैं और फिर यह एक लाइन भी उत्पन्न कर सकता है जो ज्यादा हल्का होता है यह गहरा हो सकता है यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना दबाव डाल रहे हैं इसमें इसी तरह जब हम दूसरी सामग्री उठाते हैं तो वह एक पेंसिल हो सकती है जो चारकोल से बनी होती है हमें एक लाइन मिलती है जो इससे अलग होती है जो कि चारकोल का एक पात्र है हम ब्रश के साथ लाइन भी बना सकते हैं एक ड्राई ब्रश एक पतली लाइन यहां कहीं भी एक चिकनी रेखा प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि सतह चिकनी नहीं है इसलिए हर बार हम अपने ब्रश या पेंसिल को सतह पर छू रहे होते हैं जो कि हम कई बिंदुओं को प्राप्त करते हैं क्योंकि खुरदुरी सतह तो यह पूरी तरह से सामग्री की सतह और गुणवत्ता की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि लाइन की गुणवत्ता कैसे संचालित होगी इसलिए अगर हमारे पास अधिक पानी के साथ एक पतला ब्रश लाइन है तो हम सतह की बनावट को अनदेखा कर सकते हैं जो अधिक पानी सोख लेगा हम पतली रेखाओं को प्राप्त करने के लिए पतले ब्रश का उपयोग कर सकते हैं जो बहुत पतले और महीन होते हैं तो एक विशेष ब्रश टिप द्वारा निर्मित सभी लाइनें लाइन में समान मोटाई उत्पन्न करेंगी और फिर हम ब्रश को बदल सकते हैं और देख सकते हैं यह कैसे परिणाम देता है हम उस ब्रश को बदल सकते हैं जिसकी एक अलग विशेषता है और ब्रश लाइन इसकी प्रकृति में बदल जाएगी हम लाइन में अलग अलग ग्रेडिएटर्स प्राप्त करने के लिए एक बहुत मोटे ब्रश का उपयोग करना भी चुन सकते हैं तो हम इसकी नोक से शुरू करते हैं जो पतली है हम इसे कुछ बिंदु पर उठाकर भी एक अंतर छोड़ सकते हैं जारी रख सकते हैं इसे दबा सकते हैं यह मोटा हो जाता है उसी तरह एक और रेखा तो एक मोटे ब्रश का कुछ फायदा होता है जिसे हम बहुत पतले बिंदु से शुरू कर सकते हैं इसे मोटा कर सकते हैं इसे उठा सकते हैं इसे बहुत पतला बना सकते हैं तो ये लाइन बनाने की संभावनाएं हैं और कई और ऑफ कोर्स हैं इसलिए जब रेखा सिर्फ एक रेखा के रूप में दिखाई देती है और आकृति के रूप में नहीं तो यह इसके माध्यम से विभिन्न भावनाओं या मानसिक स्थिति को भी व्यक्त करती है तो यदि रेखा इस तरह है या अगर यह जानबूझकर इस तरह है या यह सिर्फ एक वक्रता है यह मोटी है सूखी है इसे भी तोड़ा जा सकता है बिंदीदार किया जा सकता है इसलिए अगर हम एक साधारण आकार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरह सीधे जा सकते हैं तो यह एक सरल मोटी रेखा है जिसमें कोई भी अभिव्यक्ति नहीं है इस तरह की कोई भिन्नता नहीं है और इस रेखा का एकमात्र कार्य किसी आकृति के बारे में बात करना होगा इसलिए हम आकार देखेंगे और हम इसे एक पत्ती के रूप में पहचानेंगे और हम इस पत्ते पर कितना प्रकाश पड़ रहा है या पत्ती के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछेंगे तो जैसा कि रेखा केवल रेखा के रूप में दिखाई देती है और आकार के रूप में नहीं इसकी अपनी पहचान है इसमें इसकी अपनी स्वतंत्र गुणवत्ता है हम इसे किसी अन्य रूप के साथ संबद्धता के साथ नहीं पढ़ते हैं यह हमें ज्ञात है लेकिन अन्य विकल्प भी हो सकते हैं कि हम बिना किसी बनावट या किसी भी चीज़ के सतह पर एक रेखा और रेखा के माध्यम से एक आकृति बनाते हैं यह हमें यह भी बता सकता है कि क्या यह एक दो आयामी रूप है या जैसे इसमें एक मात्रा भी है इसकी कुछ तीन आयामीता है यह पूरी तरह से लाइन ड्राइंग की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं आप जानते हैं कि यह बहुत बहुत ही संचारी हो सकता है और यह एक कारण है जिसे आप जानते हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कि रेखा चित्र पूर्ण हैं इसलिए यदि आप एक रेखा चित्र का निर्माण कर रहे हैं तो आपको किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं हो सकती है आपको सतह बनावट की आवश्यकता नहीं हो सकती है आपको इसे रंगने की आवश्यकता भी नहीं हो सकती है क्योंकि यदि हममें चीजों को देखते हैं दृश्य तत्वों के गुणों मूल्य के संदर्भ तो लाइन स्वयं एक दृश्य प्रतिनिधित्व पूरा कर सकती है इसलिए लाइन भावना पैदा करने में सक्षम है जैसा कि हमने पहले के चित्रों में देखा है कि जब आप अपनी लाइन के साथ बहुत स्थिर होते हैं तो यह एक स्थिर मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब आप कुछ रेखाओं पर जोर देते हैं जो टूट जाती हैं तो यह आपके मन की कुछ हिचकिचाहट को भी दिखा सकती है तो यह भी होता है कि आप जानते हैं कि जब आप एक प्रवाह में जाना चाहते हैं तो हम अपनी सांस रोकते हैं और फिर बहुत स्थिर होते हैं तो यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप अपने आप को उस रेखा के माध्यम से कैसे व्यक्त करते हैं जो आप पैदा कर रहे हैं यह कलाकार की पहचान है जो दी गई सतह पर लाइन लगा रहा है तो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और हम देखेंगे कि लाइन कैसे काम करती है और विभिन्न प्रकार की लाइनें कौन सी हैं जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं हम कैसे लाइन में अधिक भिन्नता पैदा कर सकते हैं तो आइए देखें कि रेखा आकृति के रूप में कैसे काम करती है अगर हम पेंसिल के साथ एक समान दबाव डालते हैं और इस तरह की आकृति बनाते हैं तो यह सपाट या दो आयामी दिखेगी एक समान पंक्ति में तीन आयामी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए हमें अधिक भिन्नता रखने की आवश्यकता है इसलिए जब हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक गोले को एक गोले में परिवर्तित किया जाए तो हम कुछ अन्य उपाय करते हैं तो हम एक पंक्ति देखते हैं जिसमें कम भिन्नता है तो हम इसे एक वृत्त कहते हैं लेकिन तब यदि हमारे पास एक रेखा होती है जो कि उतनी सपाट नहीं होती है तो यह पंक्ति में एक आयतन होती है हम दबाव बढ़ाते हैं हम इसे घटाते हैं एक बार फिर दबाव बढ़ाते हैं यह वृत्ताकार रूप अधिक चमकीला दिखेगा तो यह होगा कुछ जो एक क्षेत्र के करीब है तो इस तरह से एक निरंतर क्रम में अंधेरा और प्रकाश बनाकर लाइन में दबाव को बदलकर हम एक आकार में मात्रा का एक बड़ा अर्थ बना सकते हैं तो एक आकृति जो कुछ ऐसी है जो या तो जैविक या ज्यामितीय हो सकती है दो आयामी या तीन आयामी हो सकती है यह पूरी तरह से परिचालन कारक के साथ संचालित होती है जिसे हम अपनी गुणवत्ता की रेखा में लागू कर सकते हैं तो अगर हम इस तरह की आकृति बनाते हैं जो कि एक कंकड़ की तरह है बहुत कार्बनिक है तो इस रेखा का उपयोग थोड़ी भिन्नता के साथ होगा हम इसे मात्रा की भावना दे सकते हैं हम अंधेरे को ओवरलैप करके वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर हम इसे एक ही बार में इस तरह से कर सकते हैं तो यह अधिक बेहतर होगा तो आइए हम कोशिश करते हैं और देखें कि कैसे हम एक ही पंक्ति में एक अच्छा प्रतिपादन कर सकते हैं इस तरह हम अभ्यास कर सकते हैं और अपने नियंत्रण में सुधार कर सकते हैं कि हम उत्पादन कर रहे हैं तो आप एक उच्च दबाव से शुरू करते हैं अपने दबाव को बिल्कुल ऊपर उठाने के लिए कम करते हैं आप कम दबाव से शुरू करते हैं आप गहराई से जाते हैं आप हल्के और अंधेरे में जाते हैं वास्तव में जब हम एक कागज पर स्ट्रोक लगाते हैं तो हमें उस पर एक उचित नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है हमें उस रेखा को बनाने में भी सक्षम होना चाहिए जो शुरू और समाप्त नहीं होती है तो यह निरंतरता में एक रेखा है निरंतरता में एक और रेखा निकटता के साथ लाइन तो आइए एक आकृति के लिए फिर से एक समोच्च रेखा खींचते हैं और फिर एक आकृति को परिभाषित करने के लिए एक क्रॉस समोच्च रेखा के लिए जाते हैं जब हम इस तरह की शुरुआत करते हैं तो आगे और आगे बढ़ते हैं या इसलिए क्षैतिज रूप में कुछ क्षैतिज रेखा या रेखा के उपयोग के साथ हम एककी भावना प्राप्त कर सकते हैं इस तरह के अवसाद के साथ आकार अवतल उत्तल गठन आकार हो सकता है तो हम भी एक ऊर्ध्वाधर क्रम में एक ही पार समोच्च गठन के साथ एक भिन्नता है ऊर्ध्वाधर पार आकृति तो हम पूरी तरह से लाइनों का उपयोग कर रहे हैं जो या तो समोच्च हैं या एक आकृति को सीमांकित करने के लिए समोच्च पार करते हैं तो लाइन को भी निहित किया जा सकता है जहां हमारे पास एक आकृति है और आधार बहुत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है इसलिए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका एक आधार है जहां रेखा बहुत प्रमुख नहीं है यदि हमारे पास एक ही गठन में दो से अधिक वस्तुएं हैं तो यहां हमारे पास दो लाइनें हैं लेकिन यह हमें एक पंक्ति की भावना देता है वह आधार है जो दिखाई नहीं दे रहा है हमारे पास ऐसी वस्तुएं भी हो सकती हैं जो बिना किसी आधार के लटकी हुई हैं और जो हमें कल्पना करती हैं कि यहां कहीं एक छाया का निर्माण हो सकता है तो यह हमें एक पंक्ति की भावना देगा यह निहित रेखा का रूप है जहां यह निहित है एक आकृति थोड़ी कम परिभाषित भी हो सकती है और हम आपको यह दिखाने के लिए एक इशारा रेखा दे सकते हैं कि इस तरह जहाँ इसका कोई निश्चित समोच्च नहीं है इसलिए हम वास्तव में अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले खुद को एक अभ्यास देते हैं क्योंकि इशारा रेखा वास्तव में आकार के बारे में नहीं है बल्कि हम मूवमेंट पर जोर देते हैं इसलिए हम क्या करते हैं हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और अंत में हम बिना किसी निश्चित समोच्च के लाइनों के साथ आते हैं और यह शायद एक इशारा ड्राइंग के लिए सही उदाहरण है तो ये रेखा के प्रकार हैं जिसे जेस्चर लाइन के रूप में जाना जाता है हम इसे अलग अलग माध्यमों में अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं तो यह एक पेंसिल के साथ किया जाता है और एक स्मोकी प्रभाव के साथ चारकोल पेंसिल के उपयोग के साथ कुछ इशारा रेखा बनाता है चीजें अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होती हैं जो कि जेस्चर लाइन का एक उदाहरण है हम ब्रश करने के साथ जेस्चर लाइन बना सकते हैं तो आकार बहुत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है वे बस वहां हैं हम इशारों की रेखाओं को आकर्षित करने के लिए रंगों का उपयोग कर सकते हैं इसे एक वॉल्यूम देने के लिए कई रंग तो यह लाइन का एक गुच्छा है जो वहां मौजूद है और हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि कौन सा सही समोच्च है हर बार हम एक समोच्च रेखा बनाते हैं यह हमें एक आकृति देता है और हम अधिक रेखाएँ बनाकर उस संभावना को बिगाड़ देते हैं तो जेस्चर लाइन हमें एक मूवमेंट की भावना देती है और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग संदर्भों में जेस्चर लाइन का उपयोग करते हैं हम सतह की गुणवत्ता को बदलकर कुछ बहुत अनिश्चित रेखा का भी उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम सतह की गुणवत्ता को थोड़ा तैलीय बनाते हैं फिर हम तैलीय सतह पर कुछ लाइन लगाने की कोशिश करते हैं और हमें यहां कुछ बनावट मिलती है क्योंकि तेल के पानी का अनुपात नहीं बहुत अच्छा कामकरता है तो हम एक अलग सतह की गुणवत्ता के साथ कुछ रेखा प्राप्त करते हैं जो कुछ भाग में निहित है जितना अधिक पानी होता है तेल के घटक के कारण यह उतना ही अदृश्य हो जाता है हम मानसिक रेखाओं के गठन से भी परिचित हैं जहां रेखा वास्तव में वहां मौजूद नहीं है लेकिन निकटता के माध्यम से हम इसे किसी प्रकार का आकार देने की कोशिश करते हैं तो अगर यह यहाँ से शुरू होता है और वास्तव में यहाँ वापस नहीं आता है या यह पूरी तरह से निरंतर नहीं है हम अभी भी इसे कहते हैं या इसे एक आकार के रूप में पढ़ते हैं लेकिन वहाँ एक निकटता बनाए रखना चाहिए इसलिए यदि रेखाएं इस तरह के करीब हैं तो हम मानसिक रूप से इस अंतर को भरते हैं और यह हमें यह महसूस कराता है कि यहां रेखा निरंतर थी यहां तक कि अगर निकटता यह बड़ी है तो हम उन्हें मानसिक रूप से जोड़ते हैं क्योंकि ये दोनों छोर एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं इसलिए जिस दिशा के माध्यम से हम उन्हें मानसिक रूप से जोड़ते हैं यह अधिक स्पष्ट है जब हम एक रेखा बनाते हैं जिसमें गठन जैसा एक तीर होता है तो आपके पास एक दिशा में आने वाला एक संकेत तीर है और हम उन्हें मानसिक रूप से जोड़ते हैं यह प्रपत्र को अवरुद्ध भी कर सकता है लेकिन क्या होगा अगर हम इसे बहुत करीब से देखते हैं अगर आकार बड़ा है तो यह बहुत बड़ा है और अगर हम लेते एक मानवीय रूप का संदर्भ है जो यह बड़ा है तो यह विशेष रूप एक बहुत बड़ी जगह पर खींचा गया है और दर्शक इस के रूप में लंबा है फिर देखने की दूरी के कारण हम रूपों को प्रभावी ढंग से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए यह पूरी तरह से दृश्य दूरी पर निर्भर करता है अगर हमारे पास कुछ दूरी से कुछ अंतराल हैं अगर हम एक दर्शक के रूप में यहां कहीं खड़े हैं तो अंतर को बनाया जाएगा क्योंकि समग्र दृष्टिकोण जो हम यहां एक दर्शक के रूप में लेते हैं लेकिन जैसा कि हम प्रपत्र के करीब जाते हैं हम इसे भाग में देखेंगे इसलिए जब तक हमारे पास एक समग्र दृष्टि नहीं होती है हम मानसिक रेखा या मानसिक रेखा के रूप में जाने जाने वाली रेखा के मानसिक गठन का उपयोग नहीं कर सकते हैं वे उतने प्रभावी नहीं हो सकते हैं जब आप एक दूर का दृश्य लेते हैं आप इसे पीछे के दृश्य से देखते हैं और आपको फ़ॉर्म सही लगता है इसलिए मानसिक रेखा के गठन का उपयोग करते समय हमें ऑब्जेक्ट से दर्शकों की दूरी के बारे में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी यदि हम अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हैं तो हम इस मानसिक रेखा के गठन से बहुत दिलचस्प और प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं हम मानसिक गठन के उपयोग के माध्यम से एक खोया और पाया समोच्च भी बना सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि मैं इसे लिखूंगा खोया और पाया समोच्च तो आप एक आकृति बनाते हैं आप प्रकाश और छाया के कुछ सामान्य सहयोग भी ले सकते हैं यह है कि प्रकृति से संदर्भित किया जा सकता है कि आप एक आकार बनाते हैं शायद एक फूलदान आप शुरू करते हैं आप इसे बहुत गहरा बनाते हैं आप इसे कुछ बिंदु के रूप में छोड़ते हैं इसे निरंतर बनाते हैं इसे अंधेरा बनाते हैं इसे बहुत गहरा बनाते हैं बहुत अंधेरा करते हैं इसे यहां छोड़ दें तो हम इस पूरी आकृति में जो पाते हैं वे रेखाएँ हैं जो बहुत मोटी हैं यहाँ बहुत मोटी रेखा के चारों ओर बहुत मोटी रेखा है यह समोच्च रेखा का हिस्सा है यहाँ एक और लाइन यहाँ एक और लाइन जो लगभग आकृतियों की तरह है कुछ लाइनें पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हैं कुछ जुड़ी हुई हैं लेकिन इस खोई हुई और पाया हुई समोच्च लाइन के माध्यम से जहाँ यह यहाँ खो जाती है फिर से आपको यहाँ मिल जाती है यह हमें निरंतरता का एहसास दिलाता है और यह हमें एक आकार का एहसास भी देता है जहां सतह दिखाने के लिए हमारे पास कुछ क्रॉस कंट्रोवर्स हैं प्रपत्र को उसके प्रकाश और अंधेरे रेंडरिंग में रेंडर करने के लिए कई लाइनें हैं तो भिन्नता के माध्यम से कुछ लापता हिस्सों के माध्यम से हमें एक मात्रा का बोध होता है जो बहुत बहुत प्रभावी हो सकता है इसलिए हमने विभिन्न प्रकार की लाइन की कोशिश की कुछ इशारा लाइनें हैं कुछ वास्तविक लाइन हैं जो समोच्च के रूप में आ रही है यह एक क्रॉस समोच्च हो सकता है उन्हें निहित किया जा सकता है स्पष्ट है यह पूरी तरह से गायब हो सकता है और मानसिक लेकिन हमें अपने दिमाग में यह जानना होगा कि रेखा कुछ भी नहीं है जो मूल रूप से प्रकृति में पाई जाती है लेकिन हम लाइनों के निर्माता हैं उसी समय हमारे पास रेखीय महसूस होने वाली वस्तुएं हैं और हमें चौकस रहने की जरूरत है और हमें लगातार लाइन के कामकाज को देखने की जरूरत है कैसे लाइन अलग अलग दबावों की भिन्नता से प्रकाश और छाया के बारे में बात कर रही है जो हम अपने साथ बनाते हैं हमारे दिमाग के साथ हाथ और उसके चरित्र में परिवर्तन कैसे होता है इसलिए हमारे अगले व्याख्यान में हम यह देखने जा रहे हैं कि रेखा की विशेषता कैसे एक नया आकार देती है यह नए रूपों को जन्म देती है और यह भी कोशिश करती है और सफलतापूर्वक अपने परिसीमन में प्रकृति का सहयोग पैदा करती है